प्रिय प्रतिभागियों प्रथम सप्ताह के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने प्रोक्सेमिक्स की मूल परिभाषा एवं अंतरंग सामाजिक व्यक्तिगत और सार्वजनिक दूरियों के जो चार क्षेत्र हैं उनपर पर चर्चा की थी हमने इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक अर्थों को भी देखा था आज की चर्चा में हम देखेंगे कि संपर्क और गैर संपर्क के आधार पर संस्कृतियों को कैसे अलग किया जा सकता है हम देखेंगे कुछ संस्कृतियों में यह संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है जबकि कुछ में निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण नहीं है और हम विभिन्न प्रकार के स्पेस की समझ को भी देखेंगे जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की है प्रॉक्सिमिक्स एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम दूरियों को देखते हैं जिससे हम अनजाने में और कभी कभी सचेत रूप से अपने और अन्य लोगों के बीच भी बनाए रहते हैं ताकि इनके द्वारा सूचित की जाने वाली भावनाओं और विचारों का मूल्यांकन किया जा सके हालांकि हम पाते हैं कि यह न केवल माइक्रो स्पेस की संरचना है बल्कि यह मैक्रो स्पेस की संरचना भी है जो प्रोक्मिक्स के पीछे के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण है हॉल ने बहुत स्पष्ट टिप्पणी की है कि यह लोगो के बीच उनके दैनिक लेनदेन की दूरी है और आगे वह कहते हैं कि यह उनके घरों इमारतों और अंततः उनके शहर के लेआउट में स्थान की व्यवस्था में भी हैं इसलिए हम पाते हैं कि प्रॉक्सिमिक्स न केवल उन दूरियों के बारे में बताता है जो दो लोग अपने बीच या टीम की स्थितियों में बनाए रखते हैं बल्कि यह भी बताता हैं कि संदेशों के संचार में स्पेस और इसकी व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू कितने महत्वपूर्ण हैं उसी समय हम यह भी पाते हैं कि प्रॉक्सिमिक्स उन तरीकों की पहचान भी करता हैं जिनमें लोग अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर यह संकेत देते हैं कि एक विशेष अंतराल उनके आत्मविश्वास से जुड़ी भावनाओं और मनोभावों को कैसे प्रभावित करता है और कितनी दूरी लोगों के लिए दिक़्क़त पैदा कर सकती है जबकि हॉल के चार ज़ोनों के वितरण की भले ही आलोचना न की गई हो पर कभी कभी टिप्पणी की जाती रही है और उसका मूल तर्क यह है कि अनुमानित व्यवहार भी सांस्कृतिक पहलुओं पर निर्भर है जिस पर अब तक कभी सवाल नहीं उठाया गया है और यह सांस्कृतिक समूहों का एक पहलू है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे हॉल ने बताया कि संस्कृतियों को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है उन्होंने 1959 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द साइलेंट लैंग्वेज में संपर्क और गैर संपर्क संस्कृतियों के बारे में बात की है उनके विचार से संपर्क संस्कृति उन संस्कृतियों को निरूपित करती है जिनमें वह नज़दीकी पारस्परिक दूरियाँ बनी हुई हैं जिसमें निजी और व्यक्तिगत स्पर्श को बढ़ावा दिया जा सकता है अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने सुझाव दिया कि दक्षिणी यूरोप के देशों के साथ साथ अरब देशों को भी संपर्क संस्कृतियों के रूप में कहा जा सकता है क्योंकि इन समाजों में आम तौर पर उन्होंने पाया कि लोग एक दूसरे को छूने के लिए इच्छुक होते हैं और साथ ही साथ वे व्यक्तिगत और सामूहिक स्थितियों में घनिष्ठ पारस्परिक संपर्क बनाए रखते हैं इसकी की तुलना में उन्होंने कुछ देशों को गैर संपर्क संस्कृति के अपने विभाजन के तहत रखा है उन्होंने अपने शोध परिणामों के आधार पर बताया कि उत्तरी यूरोपीय देशों के साथ साथ उत्तरी अमेरिका में लोग विपरीत वरीयताओं और व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं और अंतर वैयक्तिक स्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं यह भी टिप्पणी की जा सकती है कि हॉल के प्रोक्सेमिक दूरी के चार ज़ोन के सिद्धांत को हेनी हेडिगर के एक अध्ययन ने गहराई से प्रेरित किया था जिन्हें चिड़ियाघर जीव विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है वह एक स्विस एथोलॉजिस्ट थे और उन्होंने व्यवस्थित रूप से उन दूरियों का अवलोकन किया था जो जानवरों की विभिन्न प्रजातियाँ एक दूसरे के संपर्क में अपने व्यवहार में बनाए रखती है उन्होंने इन दूरियों को फ्लाइट क्रिटिकल पर्सनल और सोशल दूरियों का नाम दिया है और हॉल ने अपने अध्ययन में उन चार क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया है जो मानव एक दूसरे के साथ बनाए रखते है हालाँकि प्रोक्सेमिक व्यवहार के सांस्कृतिक आयामों का पहलू कुछ ऐसा है जिसके लिए केवल उन्हें ही श्रेय दिया जा सकता है एक और पहलू जिसके प्रति हॉल ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है वह उच्च और निम्न संदर्भ संस्कृतियों का है इस संदर्भ में वह सुझाव देना चाहता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए दी गई जानकारी को पूरी स्थिति या पृष्ठभूमि के साथ इनकोड करना आवश्यक है कभी कभी यह उन वाक्यांशों में परिलक्षित होता है जिनका उपयोग हम अपने रोज मर्रा के भाषण में करते हैं और साथ ही यह उस निकटता और दूरी में भी परिलक्षित होता है जिसे हमने एक दूसरे के साथ बनाए रखा है उन्होंने सुझाव दिया था कि उच्च संदर्भ संस्कृतियों में संचार अत्यधिक प्रतीकात्मक होता है और लोग ऐसी बहुत सी अनसुनी बातों से अवगत होते हैं जो कि पृष्ठभूमि में रहती हैं लेकिन वह हमारे भावों की व्याख्या को प्रभावित करती हैं या दूसरों द्वारा की जाने वाली व्याख्या पर प्रभाव डालती हैं उदाहरण के लिए सामाजिक पदानुक्रम और सामाजिक स्थिति और साथ ही कुछ विडंबनापूर्ण भाषाई व्यवहार हमें मजबूर करते हैं कि हम निश्चित दूरी और संचार के निश्चित तरीके को बनाए रखें हॉल ने अपने अध्ययन में टिप्पणी की है कि जापान के साथ साथ कई एशियाई समाज और कुछ पश्चिमी देश भी प्रतीकात्मक संस्कृतियों के इस समूह के अंतर्गत हैं उन्होंने शब्दावली से एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कि सामान्य रूप से एक ब्रिटिश व्यक्ति ही उपयोग कर सकता है एक ब्रिटिश टिप्पणी कर सकता है मैं सुनता हूं कि क्या कहना है या यह भी कह सकता है कि ओह मैं लगभग सहमत हूं एक व्यक्ति जो उच्च संदर्भ संस्कृति से संबंधित नहीं है वह इस कथन की पुष्टि के रूप में व्याख्या कर सकता है हालांकि वह विडंबनापूर्ण इनकार को समझने में सक्षम नहीं होगा जो उच्च संदर्भ संस्कृति में बनाया गया है दूसरी ओर हम पाते हैं कि निम्न संदर्भ संस्कृति एक सटीक संचार में विश्वास करती है निम्न संदर्भ संस्कृति में एक जानकारी का केवल एक ही अर्थ होता है और जिस तरह से एक सूचना को डिकोड किया जाना है वह पृष्ठभूमि में चाल रही अन्य अन कही बातों से प्रभावित नहीं होगा हम यह भी कह सकते हैं कि निम्न संदर्भ संस्कृति में संचार नियम उन्मुख है और यह बेहतर संहिताबद्ध भी है और चूंकि यह बेहतर संहिताबद्ध है और नियम उन्मुख है निम्न संदर्भ संस्कृति में ज्ञान आसानी से हस्तानान्तरित हो सकता है और हॉल ने जो उदाहरण दिए हैं वह अमेरिका और जर्मनी के हैं साथ ही हम पाते हैं कि कोई व्यक्ति संदर्भ के प्रति जागरूक है या नहीं यह भी उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है और जैसा कि हमने अपने पहले के चर्चाओं में देखा था कि अशाब्दिक संचार के किसी एक पहलू को अंतिम अर्थ के रूप में नहीं लिया जा सकता है हालाँकि यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत होता है हॉल ने यह भी सुझाव दिया है कि उच्च और निम्न संदर्भ संस्कृतियों की ये विशेषताएं इसकी स्पेस अरेंजमेंट को भी दर्शाती हैं और अभी आज कल के शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये प्रवृत्तियां न केवल स्पेस अरेंजमेंट वास्तुकला और आंतरिक डिजाइन में परिलक्षित होती हैं वे समय की हमारी समझ के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों में वेब पेजों की डिजाइनिंग में भी परिलक्षित होती हैं हम अपने संचार में जो समय रखते हैं क्या वह मोनोक्रोम है या पॉलीक्रोम है या हमारे संवाद और बातचीत के दौरान क्या हम समय की हमारी समझ के विभिन्न पहलुओं का उपयोग कर रहे हैं इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे आज के संचार व्यवहार में प्रोक्सेमिक समझ का अधिक महत्व है इस तर्क को आगे जारी रखने के लिए हम कह सकते हैं कि एक उच्च संदर्भ संचार के लिए भी महत्वपूर्ण है उसी तरह हम पाते हैं कि निम्न संदर्भ संचार को खुला और सच्चा माना जाता है यह बताया गया है कि यह एक निश्चित निर्देश के साथ एकीकृत है और इसलिए इसकी एक निश्चित प्रामाणिकता भी है इसलिए यह भी दावा किया जाता है कि उच्च संदर्भ संचार आम तौर पर जानकारी छिपाता है यह अभिमानी है और इसलिए इसपर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है यह बहुत औपचारिक है बहुत धीमा इत्यादि इस आरेख से पता चलता है कि कैसे निम्न और उच्च संदर्भ संस्कृति का महत्व हमारे लिए किसी भी अंतर सांस्कृतिक स्थितियों को समझने के लिए आवश्यक है यदि किसी सांस्कृतिक संदर्भ में कोई व्यक्ति यह जानने के लिए बोल रहा है कि दी गई जानकारी के अर्थ क्या हैं या दी गई जानकारी को डिकोड करने के तरीकों को समझना है तो संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है यह हमें कार्य स्थल पर विभिन्न संभावनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है ताकि जानकारी को सही तरीके से साझा किया जा सके और साथ ही यह भी निर्णय लिया जा सके कि नेतृत्व की भूमिका से विभिन्न लोगों की क्या अपेक्षाएँ हैं हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी ताकत होती है निम्न संदर्भ संस्कृति क्या है निम्न संदर्भ संस्कृति में लोगों के लिए यह कहना अधिक सामान्य है कि उनका क्या मतलब है और इस कारण उन्हें अधिक जानकारीपूर्ण माना जा सकता है उच्च संदर्भ संस्कृति क्या है उच्च संदर्भ संस्कृति दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है उच्च संदर्भ संस्कृति औपचारिक होती है अतः इसका अर्थ निकालने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज को देखना होगा उच्च और निम्न संदर्भ संस्कृति के कुछ उदाहरण यहाँ निम्न बनाम उच्च संदर्भ संस्कृति का एक उदाहरण दिया गया है फ्रांसीसी लोग महसूस कर सकते हैं कि जर्मनों ने स्पष्ट व्याख्या करके अपनी बुद्धिमत्ता का अपमान किया है जबकि जर्मन महसूस कर सकते हैं कि फ्रांसीसी प्रबंधक कोई निर्देश प्रदान नहीं करते हैं यहाँ एक उच्च संदर्भ संस्कृति का एक उदाहरण है चीनी संस्कृति में डिनर पार्टी में परिचारिका द्वारा मेहमानों को कम भोजन परोसना आम बात है इसे मेहमानों के लिए ज्यादा मांगने की तारीफ के तौर पर देखा जाता है और यह भी कि अगर भोजन पसंद नहीं आता है तो उसे चेहरा छुपाने से बचाता है यह एक निम्न संदर्भ संस्कृति का एक उदाहरण है क्योंकि यहाँ एक व्यक्तिगत प्रयास से व्यवसाय बेहतर और बेहतर हो रहा है व्यावसायिक संस्कृति यह एक उच्च संदर्भ संस्कृति से संबंधित एक मामला है जो कि निम्न संदर्भ संस्कृतियों में कम है उदाहरण के लिए चीनी लोग वास्तव में आप के सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं यदि आप सम्मान के लायक हैं जर्मनी जैसी निम्न संदर्भ संस्कृति में वे आपकी और आपके प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते हैं यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो वे उनका सम्मान करते हैं जर्मन व्यवसाय में एक पर्यवेक्षक की प्रतिष्ठा उसके कर्मचारियों की तुलना में सिर्फ इसलिए उच्च नहीं होती है क्योंकि वह बड़े पद पर है यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका पर्यवेक्षक आपके साथ समान व्यवहार करेगा इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम स्थानिक अर्थों में सांस्कृतिक मतभेदों की चर्चा करेंगे हमने पहले ही अंतरंग व्यक्तिगत सामाजिक और सार्वजनिक दूरी के चार बुनियादी क्षेत्रों से अवगत है इन चार क्षेत्रों का सभी संस्कृतियों द्वारा अभ्यास किया जाता है लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में इन दूरियों के अंतराल अलग अलग हैं डेविड मात्सुमोतो ने इस संदर्भ में कई अध्ययनों का हवाला दिया है उन्होंने वाटसन के 1966 के एक अध्ययन का हवाला दिया है जिसमें यह पाया गया था कि अमेरिकी पुरुषों की तुलना में अरब पुरुष एक दूसरे के करीब बैठते हैं एक ही समय में जब अरब पुरुषों को प्रत्यक्ष टकराव के शरीर अभिविन्यास के साथ देखा गया तो यह पाया गया कि वह आँखों से अधिक संपर्क कर रहे थे और साथ ही जोर से आवाज़ का उपयोग कर रहे थे एक और अध्ययन जो उन्होंने उद्धृत किया है वह 1968 में फॉर्टसन और लार्सन द्वारा किया गया था इस अध्ययन में यह पाया गया कि लैटिन अमेरिकी यूरोपीय पृष्ठभूमि के छात्रों की तुलना में अधिक निकटता से बातचीत करते हैं यह अध्ययन अकादमिक विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था उन्होंने नोएस्जिर्वान द्वारा एक अध्ययन भी उद्धृत किया है जो 1977 और 1978 में आयोजित किया गया था और जिसने पाया गया था कि इटालियंस या तो जर्मन या अमेरिकियों की तुलना में अधिक निकटता से बातचीत करते हैं एक अन्य अध्ययन जिसे डेविड मात्सुमोतो ने उद्धृत किया है वह 1976 में शुटर द्वारा किया गया अध्ययन है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोलम्बियाई लोग कोस्टा रिकन्स की तुलना में बातचीत करते समय कम दूरी रखते है ये स्थानिक अनुमान हमें सांस्कृतिक अंतर की संभावना के प्रति सचेत करते हैं जो कि हमारे मन में निर्मित होती हैं यह आरेख हमें यह समझने में भी मदद करता है कि विभिन्न संस्कृतियां अपने अंतर व्यक्तिगत व्यवहार में स्पेस की भावना को कैसे समझती हैं और व्याख्या करती हैं एक और पहलू जो हमारे लिए प्रोक्सेमिक्स के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है कि यह लिंग की हमारी समझ से कैसे प्रभावित होता है और साथ ही साथ सामाजिक पदानुक्रम का बोध प्रोक्सेमिक्स की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता है स्पेस हमेशा हमारी इस समझ से प्रभावित होता है कि किसी विशेष लिंग भेद को समाज में कैसे लागू किया जाना चाहिए और यह भी कि अलग अलग लिंगों के भीतर और बाहर शक्ति संबंधों की क्या भूमिका है हमने देखा कि कैसे संपर्क संस्कृतियाँ एक छोटे इंटरेक्शन डिस्टेंस का उपयोग करती हैं जबकि गैर संपर्क संस्कृतियाँ इन करीबी इंटर पर्सनल डिस्टेंसेस के साथ साथ एक दूसरे को बार बार छूने से भी बचती हैं वास्तव में ये सांस्कृतिक प्रथाएं संस्कृति कोड हैं जो मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में ही सीख जाता हैं विभिन्न शोधों से यह पता चलता है कि एक बच्चा 3 साल की उम्र में ही इन सामाजिक कोडों को ग्रहण कर लेता है इसलिए ये सामाजिक और यह सांस्कृतिक कोड जो हमारी दूरी की समझ के साथ साथ एक उचित लिंग व्यवहार की समझ को भी परिभाषित करते हैं बहुत ही कम और शीघ्र संस्कार ग्रहण करने वाली उम्र में सीखे जाते हैं ताकि वे हमारी मानसिकता का लगभग एक स्थायी हिस्सा बन जाएं संदर्भ हमें उन संदेशों को अंतर्सात करने में मदद करता है जो स्पेस की आवश्यकताओं और हमारे दैनिक कार्य और जीवन के कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए दूरी के संबंध में पारित किए जाते हैं चूंकि हमारी दुनिया के विभिन्न समाजों में आज अलग अलग लिंग मानदंड हैं और आवश्यक नहीं कि ये लिंग मानदंड सिमेट्रिकल हों और इसलिए हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में अलग अलग लिंग के लिए अलग अलग निर्दिष्ट स्थान हैं इस विचार को स्पेस का लिंगीकरण के के रूप में जाना जाता है विशेष रूप से पारंपरिक संस्कृतियों में जब विभिन्न लिंग के लोगों के लिए उचित लैंगिक व्यवहार बहुत भिन्न होता है तो यह विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह देखा जाता है कि लिंग के आधार पर लोग अलग अलग शिष्टाचार में अलग अलग लिंग से संबंधित लोगों के लिए स्पेस और इसके हस्तक्षेप की व्याख्या करते हैं कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि यूरोपीय लोगों या कोकेशियन मूल के लोगों के बाद आने वाले हिस्पैनिक लोगों को यह महसूस करने की कम से कम संभावना है कि महिलाएं उनके व्यक्तिगत स्थान का अतिक्रमण कर रही हैं इसलिए वे बुरा नहीं मानते या खतरा महसूस नहीं करते हैं यदि महिलाएं उनके व्यक्तिगत स्थान पर आ रही हैं दूसरी ओर मध्य पूर्व के लोगों के साथ साथ अफ्रीकी लोग महिलाओं द्वारा उनके व्यक्तिगत स्थान के अतिक्रमण की सबसे अधिक संभावना महसूस करते है यह स्पेस की हमारी समझ के अन्य पहलुओं में भी पाया जा सकता है चूंकि संस्कृतियों में व्यवहार के विभिन्न मॉड्यूल हैं जहां तक विभिन्न लिंगों का संबंध है यह हमारी समझ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसी स्थान का उपयोग कैसे किया जाए किसी भी क्रॉस लिंग की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा प्रोक्सेमिक्स की समझ अलग अलग संस्कृतियों में महिलाओं की समझ के तुलना में अलग होने की संभावना है कुछ संस्कृतियों में हम पाते हैं कि महिलाओं की उन सामाजिक परिस्थितियों में अधिक संवेदनशील होने की संभावना होती है जब उन्हें किसी भी क्रॉस लिंग स्थिति में बातचीत करनी होती है और इसलिए वे उन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करती हैं जिन्हें वे पुरुषों द्वारा व्यक्तिगत स्थान का अतिक्रमण मानती हैं आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि दो लोगों के बीच इंटरैक्शन के दौरान निकटता एक उच्च प्रभुत्व को व्यक्त करती है और कई संस्कृतियों में हम पाते हैं कि उच्च प्रभुत्व की यह भूमिका आम तौर पर पुरुष मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को संदर्भित करती है और इसलिए इस तरह की संस्कृतियों में इस तरह के नमूने विशेष रूप से मौजूद होते हैं इन सभी चर्चाओं के पीछे का विचार यह है कि स्पेस की हमारी समझ से हम अन्य लोगों के साथ अंतर व्यक्तिगत बातचीत में कैसे निगोशिएट करते हैं यह एक विशेष संस्कृति में लैंगिक भूमिकाओं की हमारी समझ द्वारा निर्देशित होता है इन डिफरेंसेस के प्रति हमारी संवेदनशीलता सांस्कृतिक होने के साथ साथ व्यक्तिगत भी हो सकती है क्योंकि उसी संस्कृति में हम पाते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार भी भिन्न हो सकते हैं इसलिए इन डिफरेंसेस के प्रति संवेदनशीलता हमें अन्य लोगों के व्यवहार के प्रति अधिक सचेत करेगी और हमें हमारे कम्युनिकेशन में एक अधिक प्रभावशाली व्यक्ति में बदल देगी क्योंकि यह हमें एक बेहतर संवेदना रखने में सक्षम करेगा एक और एहतियात जो हमें प्रोक्सेमिक व्यवहार की अपनी समझ के दौरान लेना है वह यह है कि इन सांस्कृतिक अंतरों को कभी भी किसी सांस्कृतिक प्रतिमान के रूप में देखने के लिए सांस्कृतिक रूढ़ियों में नहीं बदलना चाहिए एक और पहलू जो हमारे लिए प्रोक्सेमिक्स के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है वह है हॉल द्वारा शुरू में ही बताये गए विभिन्न आयाम हॉल के अनुसार समीपवर्ती व्यवहार आठ विभिन्न आयामों का एक कार्य है उन्होंने इन विभिन्न आयामों को मूल रूप से नोटेशन की प्रणाली के रूप में विकसित किया था ताकि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इन आयामों को उपयुक्त स्केल में दर्ज किया जा सके यह प्रणाली शोधकर्ताओं द्वारा टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक रखने में भी सक्षम बनाती है पहला आयाम जिसे उन्होंने संदर्भित किया है वह है पोस्चरल सेक्स आइडेंटिफ़ायर जो उन मुद्राओं से संबंधित है जिन्हें लोग अपने जेंडर के अनुसार लेते हैं पोस्चरल सेक्स आइडेंटिफ़ायर की हमारी समझ में संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण है दूसरे आयाम के बारे में उन्होंने जो बात की है वह एसएफपी एक्सिस या सोशियोफ्यूगल या सोशियोपिटल ओरिएंटेशन है यह सांस्कृतिक रूप से भी कोडेड है और यह हमारी उम्र लिंग स्थिति के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है सोशियोफ्यूगल उन उन स्पेस अरेंजमेंटस का वर्णन करता है जो लोगों को एक दूसरे से दूर धकेलते हैं और सोशियोपिटल स्पेस अरेंजमेंट वे व्यवस्थाएं हैं जो उन पैटर्नों पर आधारित हैं जो लोगों को एक साथ खींचती हैं उन्होंने जिस तीसरे आयाम के बारे में बात की है वह काइनेस्थेटिक कारकों से संबंधित है यह शरीर के अंगों की स्थिति और उन विभिन्न तरीकों से दिखता है जिसमें ये शरीर के अंग एक दूसरे को छू सकते हैं उन्होंने चार तरीके बताए हैं जिनसे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे को छू सकते हैं उसके बाद वह टच कोड के बारे में बात करता है अर्थात स्पर्श की मात्रा जो प्रत्येक बातचीत के दौरान अनुमान्य है लोग कैसे स्पर्श करते हैं कितनी बार वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं चाहे यह स्पर्श आकस्मिक है या क्या यह लंबे समय तक है क्या यह दुलार है या यह पकड़ना है क्या लोग इन स्पर्शों को आसानी से स्वीकार करते हैं या असहज महसूस करते हैं इसलिए सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को छूने की आवृत्ति हमारी सांस्कृतिक समझ से अनुकूलित होती है और साथ ही शरीर के किस अंग को स्पर्श किया जाता है यह भी हमारी सांस्कृतिक समझ से तय होता है जैसा कि हम अपनी आगे की चर्चाओं में देखेंगे विशेष रूप से हैप्टिक्स की हमारी चर्चाओं में कि कैसे कुछ संस्कृतियों में सिर पर स्पर्श करना अशुभ माना जाता है जिस पांचवें आयाम के बारे में उन्होंने बात की है वह रेटिनल कॉम्बिनेशन का है यह नेत्र संपर्क की मात्रा के साथ साथ नेत्र संपर्क की प्रकृति से निर्धारित है चाहे वह तेज स्पष्ट परिधीय हो या उसमें कोई आनाकानी हो जैसा कि हम देखेंगे कि यह हमारी सांस्कृतिक समझ हमारे लिंग भेद के साथ साथ किसी भी संगठन के भीतर शक्ति पदानुक्रमों पर भी आधारित है फिर वह "थर्मल और ओल्फैक्सन" कोड के बारे में भी बात करता है थर्मल कोड शरीर की गर्मी की मात्रा से संबंधित है जो लोग एक दूसरे में अनुभव करते हैं और यह केवल तभी काम कर सकता है जब हम एक दूसरे के साथ बहुत निकटता से जुड़े हों ओल्फैक्टिक कोड मूल रूप से उन संदेशों से संबंधित होते हैं जिन्हें हम अपनी गंध या जिसे हम अपने शरीर में पहनने वाली गंध इत्यादि की मदद से व्यक्त करना चाहते हैं फिर हम चर्चा करेंगे कि कुछ संस्कृतियों में यह कैसे बेहतर है और कुछ संस्कृतियों में इसे कैसे टाला जाना चाहिए आखिरी आयाम जिस पर उन्होंने बात की है वह आवाज़ की तीक्ष्णता से संबंधित है जो दूरी रिश्ते चर्चा के विषय के साथ साथ संस्कृति और कई अन्य कारकों से जुड़ा है ये प्रणाली और आयाम जैव बुनियादी हैं और वे जीव के शरीर विज्ञान में निहित हैं यह आवश्यक नहीं है कि प्रोक्सेमिक व्यवहार की हमारी समझ में ये सभी आठ कारक समान रूप से महत्वपूर्ण हों और साथ ही ये सभी कारक जटिलता के समान लेबल पर हों उदाहरण के लिए तापीय एवं घ्राण इनपुट्स की तुलना में हमारी दृष्टि की समझ बहुत अधिक जटिल है इन आयामों पर चर्चा करने के बाद हॉल यह भी कहते हैं कि दूरी के चार बुनियादी क्षेत्रों की सांस्कृतिक सार्वभौमिक समझ को क्या कहा जा सकता है हालांकि इन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट व्यवहार प्रतिक्रियाएँ हमारी संस्कृति में निर्दिष्ट विशिष्ट परम्पराओं के अनुसार परिभाषित की जाती हैं इसलिए फिर से हम पाते हैं कि हॉल ने प्रोक्सेमिटी की सांस्कृतिक समझ के महत्व को दोहराया है एक और पहलू जो प्रोक्सेमिक्स हमारी समझ के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है वह यह है कि हम अपने आस पास स्पेस कैसे निर्मित करते है और इस बिल्ट इन स्पेस का उपयोग कैसे करते हैं संभव है कि हम में से बहुत से लोग इस बात से अवगत न हो कि प्रोक्सेमिक व्यवहार के मानदंड हमारी सांस्कृतिक समझ को नियंत्रित करते हैं लेकिन हम इन मानदंडों के बारे में पूरी तरह से सचेत हो जाते हैं जब भी कोई व्यक्तिगत उल्लंघन होता है या फिर जब हम किसी विदेशी भूमि पर जाते हैं जहां स्पेस की व्यवस्था बहुत अलग होती है एक रिश्ते की प्रकृति के बारे में सांस्कृतिक स्पेस हमें बहुत कुछ बताता है और यहां मैं कैथरीन सोरेल को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्होंने टिप्पणी की है कि यदि कोई व्यक्ति आपके व्यक्तिगत स्थान में प्रवेश करता है तो आप अक्सर ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है इसलिए हम यह भी आसानी से देख सकते हैं कि जैसे हमारे सांस्कृतिक लेंस अलग हैं वैसे ही ग़लतफहमी भी आसानी से हो सकती है यदि प्रोक्सेमिक्स की हमारी समझ में हम सांस्कृतिक डिफरेंसेस के प्रति चौकस न हों प्रोक्सेमिक्स की हमारी समझ में यह महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम अपने स्थान की व्यवस्था करते हैं जो कि औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हमारे लिए उपलब्ध है यद्यपि प्रोक्सेमिक्स के अध्ययन के एक भाग के रूप में स्पेस अरेंजमेंट की हमारी समझ के लिए सांस्कृतिक भिन्नता की समझ महत्वपूर्ण है फिर भी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि स्पेस की हमारी समझ बुनियादी तौर पर तीन प्रकार से संचालित होती है यह सच है कि स्पेस की सांस्कृतिक समझ मौजूद है उदाहरण के लिए एक बहुत छोटा कमरा जो बहुत मुश्किल से सुसज्जित है किसी व्यक्ति के लिए आरामदायक हो सकता है तो दूसरी ओर एक व्यक्ति को जो एक उल्लास पूर्ण संस्कृति में पैदा हुआ है वही कमरा परेशान करने वाला और खाली दिख सकता हैं लेकिन इसके बावजूद हम पाते हैं कि शोधकर्ताओं ने जो तीन अलग अलग प्रकार के स्थान बताए हैं वे हैं फिक्स्ड फ़ीचर स्पेस सेमी फिक्स्ड फ़ीचर स्पेस और नॉन फिक्स्ड फ़ीचर स्पेस सेमी फिक्स्ड फीचर स्पेस वह है जिसमें हम प्रॉक्सिमिक्स और संस्कृति की विभिन्न प्रकार की समझ का अधिकतम प्रभाव पाते हैं उदाहरण के लिए स्पेस अरेंजमेंट की सोशियोफुगल और सोशियोपिटल समझ सेमी फिक्स्ड फ़ीचर स्पेस के अरेंजमेंट में अधिकतम है फिक्स्ड फीचर स्पेस हमारे लिए उपलब्ध उन स्थिर पहलुओं से निर्धारित होता है जो हमें दिए गए हैं और उन स्थिर पहलुओं को हम सामान्य रूप से नहीं बदल सकते हैं उदाहरण के लिए दीवार क्षेत्रीय सीमाएं आदि फिक्स्ड फीचर स्पेस महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम कार्यालय भवनों या स्कूलों या धार्मिक स्थलों सार्वजनिक मनोरंजन शॉपिंग मॉल आदि स्थानों का निर्माण करते हैं इसलिए जिस तरह से हम अपने फिक्स्ड स्पेस की विशेषताओं के बारे में सोचते हैं वह हमारे जीवन के बहुत ही प्रारंभिक चरण में अन्तार्शात हो जाता है हॉल ने इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वह "स्किनेरियन सुदृढीकरण" प्रक्रिया है अब वास्तव में यह सुदृढीकरण प्रक्रिया क्या है जो स्किनेरियन द्वारा सुझाई गई है एक प्रसिद्ध व्यवहार वैज्ञानिक बीएफ स्किनेरियन ने प्रेरणा के इस सिद्धांत को सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि यह सजा और सुदृढीकरण के आधार पर है कि लोग कैसे कुछ व्यवहारों को स्थायी रूप से सीखते हैं जहाँ एक उचित व्यवहार सम्मानित किया जाता है जबकि एक अनुचित व्यवहार को गंभीर रूप से दंडित किया जाता है तो जो हम सभी को छोटे बच्चों के रूप में निर्धारित सुविधा के महत्व के बारे में अवगत कराया जाता है वह इसी स्किनेरियन सुदृढीकरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है दूसरा सेमी फिक्स्ड फीचर स्पेस है सेमी फिक्स्ड फीचर स्पेस उन तत्वों की एक व्यवस्था द्वारा बनाया जाता है जो मोबाइल हैं उदाहरण के लिए जिस तरह से हम पर्दे स्क्रीन तथा फर्नीचर आदि की मदद से पार्टीशन करते हैं और साथ ही जिस प्रकार से हम रंगों का उपयोग करते हैं तो ये बाउंड्री मार्कर हैं और वे हमें यह समझने में सक्षम बनाते हैं कि किसी सिस्टम की व्याख्या कैसे की जाए यदि आप किसी कमरे में चलते हैं तो हमें इस आधार पर कुछ अनुभव होता हैं कि इस कमरे में फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था कैसे की गई है तो बस फर्नीचर व्यवस्था को देखकर हम एक ऐसा तरीका विकसित कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें यह संदेश भेजे गए हों कि यह एक अनुकूल वातावरण है या नहीं इसी प्रकार कार्यालय स्पेस के डिज़ाइनिंग वगैरह में कितनी गंभीरता है यह हमें तुरंत स्पष्ट हो जाता हैं जब हम किसी विशेष कार्यालय स्थान को देखते हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस विशेष फ़ोटोग्राफ़ को देखते हैं जो दाहिनी ओर टॉप कार्नर पर है तो हम पाते हैं कि यह हमें एक खुले और मैत्रीपूर्ण स्थान होने की व्याख्या या धारणा देता है इसी प्रकार हम पाते हैं कि एक अलग कार्यालय स्पेस दूसरों की तुलना में हमें अधिक कंजूस महसूस करा सकता है एक गैर निश्चित सुविधा स्थान अनौपचारिक और गतिशील होता है जब कोई व्यक्ति स्थानिक विशेषताओं या व्यक्तिगत दूरी की सेटिंग को बदलता है यह एक ऐसा स्पेस है जो इसके बारे में जानकारी के बिना ही इंटरैक्टेंट के बीच बनाए रखा जाता है इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को व्यक्तिगत रूप से पसंद करता है तो उन वस्तुओं के आसपास की जगह भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहती है तो आपने यह भी देखा होगा कि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और विशेष रूप से जब हम किसी जगह को अक्यूपाई करते हैं तो हम न केवल उस जगह को घेर लेते हैं जो कि हमारे आसपास के अदृश्य बुलबुले के लिए अलाउड है वल्कि हम अपने आस पास एक निश्चित स्थान को भी अक्यूपाई करना चाहते हैं हम कुछ विशेष कलाकृतियों को वहां रखना चाहते हैं हम कुछ वस्तुओं को वहां रखना चाहते हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी फाइल या चाय के कप को अचानक से हमारी ओर बढ़ाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है की वह हमारे व्यक्तिगत स्पेस का उल्लंघन कर रहा हैं इसलिए हम पाते हैं कि जब भी कोई अनचाही आवाज़ आती है या यहाँ तक कि कोई घूरता है या कोई गंध आती है तो हम महसूस करते हैं कि हमारे स्पेस का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि हमें परेशान कर रहा है तो इसीलिए हम पाते हैं कि नॉन फिक्स्ड फ़ीचर स्पेस की हमारी समझ हमारी अपनी मानसिकता से संबंधित है और यह वह स्थान भी है जो किसी भी स्थिति में हमारे कार्य प्रदर्शन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकता है यह नॉन फिक्स्ड फ़ीचर स्पेस की समझ भी है इसलिए यह वह स्थान है जो हमारे शरीर के आसपास है और हम में से प्रत्येक इस स्थान को अपना मानता है जिस तरह से वास्तुशिल्प डिजाइनों को सामने रखा गया है प्रोक्सेमिक्स उसके साथ बहुत निकटता से संबंधित है हमने इसे फिक्स्ड स्पेस की हमारी चर्चा में भी देखा है कि एक विशेष वास्तुशिल्प डिज़ाइन एक विशेष संदेश देता है और इसलिए इसे एक मूक भाषा के रूप में भी माना जाता है जिसके माध्यम से लोग अपने दृष्टिकोण भावनाओं और यहां तक कि अन्य लोगों के बारे में भी निर्णय लेते हैं इसका नवीनतम उदाहरण नए शहरी कारण की अवधारणा है जिसने संदर्भ उपयुक्त वास्तुकला पर जोर देना शुरू कर दिया है एक सामाजिक स्पेस का डिज़ाइन सामाजिक संरचना के बीच का इंटरफ़ेस निर्मित पर्यावरण और मानव व्यवहार वास्तुकला और नियोजन की सबसे चुनौती पूर्ण अवधारणाओं में से एक है जिन तरीकों से हम इसका जवाब देते हैं वे भी ध्यान देने योग्य हैं उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने पाया है कि अमेरिका जाने वाले जर्मन व्यवसायी अक्सर कार्यालयों और व्यापारिक घरानों में खुले दरवाज़ों को एक निष्क्रिय रवैये के संकेत के रूप में देखते हैं जो कि लापारवाह एवं गैर ज़िम्मेदाराना भी है वे खुलेपन को पसंद नहीं करते हैं जो वास्तुकला में पेश किया गया है दूसरी तरफ जब अमेरिकी एक पारंपरिक जर्मन कार्यालय में जाते हैं तो वे पाते हैं कि बंद दरवाज़े गुप्त हैं वे शायद कुछ छिपा भी सकते हैं जो लगभग षड्यंत्रकारी है तो आप पाएंगे कि ये समझ हमारी सांस्कृतिक समझ के आधार पर विकसित की गई है कि कैसे हमारे स्थापत्य डिजाइनों में प्रोक्सेमिक्स को प्रकट किया गया है यह उस तरह से भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से हम इंटीरियर स्पेस की डिज़ाइन को देखते हैं इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक दूरियाँ जो कि लोग बनाए रखते हैं वह आंतरिक डिजाइनों के साथ परस्पर संबंधित हैं इसलिए हम पाते हैं कि बदलते सांस्कृतिक मानदंडों के साथ आंतरिक स्पेस के डिज़ाइन भी बदलते हैं हमारे कार्यालयों में भी हम देखते हैं कि अब व्यक्तिगत कार्य संस्कृति से समूह या टीम वर्क की संस्कृति की तरफ बदलाव हुआ है इसलिए अगर अतीत में कार्यालय को अपेक्षाकृत अधिक निश्चित और व्यक्तिगत डेस्क के साथ व्यवस्थित किया गया था तो अब स्मार्ट कार्यालय की प्रवृत्ति की शुरुआत के साथ कार्य स्थल अधिक से अधिक लचीले होते जा रहे हैं जहां विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग टीमों की व्यवस्था की जा सकती है इसलिए अब स्पेस अधिक निश्चित नहीं है और गतिविधियों के आधार पर कार्य स्थल भी बदल सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति जो एक निश्चित वर्क स्पेस के लिए अभ्यस्त है संभव है कि वह नॉन फिक्स्ड स्पेस में समान उत्साह वाले कार्य स्तर को महसूस न करे कंपनियों को गतिविधियों को साझा करने के लिए उपयुक्त कार्यालयों की भी आवश्यकता होती है लेकिन साथ ही उन्हें उन डिसटेंस्सेस के लिए सम्मान पूर्वक अनुमति देनी चाहिए जो लोगों के बीच मौजूद होनी चाहिए इसलिए खुले स्थानों में हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम एकॉस्टिक आइसोलेशन के लिए क्षेत्र बनाएँ और उस स्पेस के लिए भी जिसे व्यक्तिगत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है एक बड़े क्षेत्र के बारे में हमारी समझ भी प्रोक्सेमिक डिस्टेंस के चार क्षेत्रों की हमारी समझ से जुड़ी हुई है जहाँ वह मुख्य रूप से शरीर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है अर्थात वह बुलबुला जो हमारे शरीर के साथ चलता हैं फिर एक प्राथमिक क्षेत्र भी है जो उदाहरण के लिए हमारा अपना घर या हमारी कार भी हो सकता है फिर एक माध्यमिक क्षेत्र है जहां हम कुछ एसोसिएशन विकसित करते हैं क्योंकि हम वहां पर जाते हैं और कुछ काम करते हैं यह हमारा कार्यालय स्पेस हो सकता है या हमारा स्कूल वगैरह हो सकता है और फिर अंतिम रूप से यह सार्वजनिक क्षेत्र है जो खुला स्थान है तो स्पेस भी पहचान की भावना प्रदान करता है और अगर हमारे पास एक अच्छी तरह से परिभाषित स्पेस है तो हम पाते हैं कि यह हमें एक निश्चित पहचान नियंत्रण और स्थायित्व की समझ भी देता है हमने मार्कर के उपयोग का उल्लेख किया है जो कुछ लोग हमारे आस पास उपयोग करते हैं और हम पाते हैं कि यह समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है कि हमारे आसपास के रिश्तों सामाजिक स्थिति और सत्ता की डायनोमिक्स को कैसे प्रदर्शित किया जाता है आपने इसे नज़दीकी कार्यालयों में भी महसूस किया होगा जहाँ अच्छी संख्या में लोगों को लंबे समय तक बैठना और काम करना पड़ता है यहाँ कांच के छोटे विभाजन हो सकते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम हो सकती हैं लेकिन वह एक विशेष स्थान को नामित करने में सक्षम होते हैं जो कि हमारा स्वयं का स्थान है तो इस प्रकार यह हमें अपने स्वयं के क्षेत्रीय अधिकारों को समझने में मदद करता है रेस्तरां की टेबल सेटिंग में भी आपने देखा होगा कि अगर यह दो लोगों के लिए एक टेबल सेटिंग है तो रेस्तरां के मालिक आम तौर पर टेबल के बीच में एक छोटी सी वस्तु लगाते हैं वे छोटी केचप की बोतलें डालते हैं या हो सकता है कि बीच में नमक शेकर वगैरह हो ताकि अगर यह दो लोगों के लिए व्यवस्था है तो यह आपकी जगह है और यह मेरी जगह है आपने यह भी देखा होगा कि यदि यह एक सीटिंग है जहां दोस्तों को बैठाया जाता है तो वे बहुत लापरवाही से इसे एक तरफ रख देते हैं ताकि संवाद करने के लिए स्थान समान रूप से साझा हो सके दूसरी तरफ यदि आप एक कप चाय पी रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रेस्तरां में कुछ समय बिता रहे हैं जहां टेबल केवल दो लोगों के लिए निर्धारित की गई है लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ विशेष रूप से मित्रवत नहीं हैं आप कुछ हद तक औपचारिक हैं तो फिर एक बहुत छोटा प्रयोग करने की कोशिश करेंगे आप नमक का बरतन या केचप की बोतल अनजाने में दूसरे व्यक्ति की तरफ रखने की कोशिश करते हैं ताकि टेबल में आपकी तरफ की जगह अधिकतम हो जाए 5 से 10 मिनट के भीतर आप पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति उस स्थान को बढ़ाने के लिए सामान को वापस आपकी ओर स्थानांतरित कर देगा इस तथ्य के बावजूद कि आप प्रोक्सेमिटी की समझ से कितने सहज और परिचित है आप सामान को फिर से धकेलने की कोशिश करते हैं आप इसे जल्द ही पाएंगे कि यह एक युद्ध स्थल है जहां लोग नमक और शेकर्स को एक दूसरे की ओर धकेलते हैं तो आप पाएंगे कि यह शक्ति की गतिशीलता का प्रदर्शन है यह रिश्ते का प्रदर्शन भी है आप यह भी पाएंगे कि यदि आप दो दिनों के लिए एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं तो लोग जाते हैं और किसी विशेष सीट पर कब्जा कर लेते हैं और सभी सत्रों में एक ही सीट पर बार बार कब्जा करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक विशेष संघ विकसित किया है इसलिए आप पाएंगे कि प्रोक्सेमिटी की हमारी समझ हमारे कम्युनिकेशन के इन पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण है बैठने की व्यवस्था में भी हम पाते हैं कि प्रोक्सेमिक विहैवियर डिजाइनिंग बैठने की व्यवस्था और शक्ति एवं नेतृत्व समीकरणों के बीच संबंध हैं बैठने की स्थिति की केंद्रीयता स्वचालित रूप से एक पावर प्ले को प्रदर्शित करती है एक समूह व्यवस्था में सबसे केंद्रीय स्थान सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी को दर्शाता है साथ ही यह एक व्यक्ति को एक निश्चित प्रभुत्व भी प्रदान करता है और यह अन्य लोगों की इस धारणा से भी जुड़ा होता है कि उस व्यक्ति के नेतृत्व को माना जा रहा है आप पाएंगे कि प्रोक्सेमिक्स की हमारी सांस्कृतिक समझ के इन पहलुओं को रंगमंच और फिल्म में स्पेस डिजाइन करते समय ध्यान दिया जाता है जिस तरह से लोग मिस एन सीन और उससे जुड़े विभिन्न गुणों को चुनते हैं वह हमारी प्रोक्सेमिटी की सांस्कृतिक समझ का भी संचार करता है इस प्रकार आज हमने प्रोक्सेमिक्स की हमारी चर्चा को समाप्त कर दिया है तो आप पाएंगे कि हमने पिछले दो मॉड्यूल में जिन पहलुओं पर चर्चा की है उन्हें फिर से लिया जाएगा जब हम अशाब्दिक संचार के दूसरे पहलुओं को देखेंगे क्योंकि अशाब्दिक संचार के किसी भी पहलू को अलगाव में नहीं लिया जा सकता है हमारे अगले मॉड्यूल में हम नेत्र संपर्क की भाषा ओकुलेसिक्स को देखेंगे